तो इंटरफेयरोमीटर वह उपकरण होते हैं जो प्रकाश के इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इनका इस्तेमाल बहुत छोटे परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है इसका अर्थ है कि यह वेवलेंथ λ में आए बहुत छोटे परिवर्तन को मापने मे सहायक होता हैI अधिकतर वेवलेंथ नैनोमीटर में होती हैI इस प्रकार आप λ बटे 2 λ बटे 4 सभी को माप सकते हैंI इनके लिए यह तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती हैI प्रकाश एक शक्तिशाली तकनीक है जिससे हम इस तरह के माप को ज्ञात कर सकते हैंI मैं यहां आपके साथ पीटर NPL गेज इंटरफेयरोमीटर साझा करना चाहता हूंI यह मुख्य व्यवस्था हैI आपके पास स्लिप गेज हैं जो ऊँचाई पर व्यवस्थित हैं अब आप एक ऑप्टिकल फ्लैट लेते हैंI यह ऑप्टिकल फ्लैट हमेशा एक कोण पर व्यवस्थित होगा ताकि एक एयर वेज बन सके Iइस एयर वेज के आधार पर आप फ्रिंज पैटर्न बना सकते हैंI तब यह एक विखंडन से जुड़ा होता है यह एक निरंतर विचलन वाले प्रिज्म से जुड़ा होता है और इसके बाद यह है लेंस पर जाता है और लेंस से प्रिज्म में यहां पर यह पहुंचता है और प्रिज्म से आगे आप एपर्चर को देख सकते हैंI इसके पश्चात यहां पर कंडेंसिंग लेंस दिया गया है इसके साथ यहां आप क्रॉस वायर को भी देख पाएंगे जहां पर हमारा मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत हैI प्रकाश यहाँ से चलता है प्रकाश इस कंडेंसिंग लेंस के माध्यम से कंडेंस हो जाता है फिर यह एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज़्म से होकर गुज़रता है फिर आपके पास एक छोटा सा देखने वाला एपर्चर होता है इस देखने वाला एपर्चर के माध्यम से प्रकाश आगे बढ़ता है फिर आपके पास एक कंडेनसिंग लेंस होता है यहाँ यह आपके पास एक कोलिमिटिंग लेंस है फिर प्रकाश यहाँ टकराकर एक कोण पर झुकता है इसके लिए हम एक निरंतर विचलन वाले प्रिज्म का उपयोग करते हैं इसके बाद फिर से प्रकाश में झुकाव होता है होता है और प्रकाश नीचे गिरता है आप एक फ्लैट बेस प्लेट पर प्रकाश हिट होते हुए देखते हैं और फिर उसके ऊपर आपके पास एक प्रिज्म है प्रकाश यहाँ से परिलक्षित होता है इससे फ्रिंज पैटर्न बनता है और ये फ्रिंज पैटर्न मापा जाता है और आप विभिन्नताओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं आप इसे एक कंपैरेटर के रूप में कह सकते हैं या आप इसे लैम्ब्डा को रेजोल्यूशन में मापने वाले उपकरण के रूप में भी कह सकते हैं तो यह ऐसे देखा जा सकता है की दो फ्रिंज के सेट एक दूसरे से कुछ मात्रा में विस्थापित हैI यह मात्रा इस पर निर्भर करती है की मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की इंसीडेंट किरण का रंग क्या हैI इस डिस्प्लेसमेंट को हम दिए गए भिन्न के द्वारा दर्शा सकते हैं जोकि a तथा फ्रिंज अंतर b में संबंध दिखाता है तो स्लिप गेज की ऊंचाई आधी वेवलेंथ के संपूर्ण संख्या n जमा लैम्ब्डा बटे दो के भिन्न के बराबर होगीI इसलिए स्लिप गेज की ऊंचाई निम्नलिखित है यहां n फ्रिंज की संख्या हैI फ्रिंज कुछ नहीं अपितु आप यहां जो उज्जवल काला उज्जवल काला उज्जवल काला देख रहे हैं वह हैI तो यह स्लिप गेज पर फ्रिंज है और लैम्ब्डा मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ है जबकि a बटे b प्राप्त की गई भिन्न है जहां पर प्रकाश विस्थापित होता है आप इसे निकालने का प्रयास कर सकते हैंI उपकरण पर चर्चा करते हुए एक मोनोक्रोमैटिक स्रोत से प्रकाश कन्डेंसिंग लेंस द्वारा कंडेंस होता है और एक प्रकाशमान अपर्चर पर केंद्रित होता है इस प्रिज्म ने प्रकाश कि इंसीडेंट किरण को विभिन्न वेवलेंथ की प्रकाश किरणों में विभाजित किया और इसलिए हमें अलग अलग रंग मिलते हैं हम यहां रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास ये दो प्रिज़्म हैं उपयोगकर्ता रिफ्लेक्टेड रंग के कोण को अलग करके वांछित रंग का चयन कर सकता है क्योंकि सफेद प्रकाश यदि आप एक प्रिज्म से गुजर सकते हैं तो आप इसे विभिन्न वेवलेंथ में विभाजित कर सकते हैं यह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक बदलता है इसमें आपके पास अपनी पसंद के कई रंग होते हैं उपयोगकर्ता बेस प्लेट की सतह के सापेक्ष प्रिज्म के रिफ्लेक्टेड अग्रभाग के कोण को बदल कर वांछित रंग का चयन कर सकता है तो यहाँ ऊँचाई और आधार प्लेट है इस बीच के अंतर को भी ध्यान रखा जा सकता है प्रिज्म 90 डिग्री से प्रकाश को मोड़ता है प्रिज्म 90 डिग्री से बदल जाता है इसलिए यहां 90 डिग्री है ऑप्टिकल फ्लैट को एक सरल व्यवस्था के माध्यम से वांछित कोण पर रखा जा सकता है जिस स्लिप गेज को चेक किया जाना है उसे बेस प्लेट की अत्यधिक सपाट सतह के ऊपर ऑप्टिकल फ्लैट के ठीक नीचे रखा जाता है इसलिए जब आप इन सभी मापों को करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार प्लेट भी पूरी तरह से सपाट है यदि बेस प्लेट में थोड़ी भिन्नता है तो यह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप इसके ऊपर एक स्लिप गेज रखते हैं तो यह बदलाव स्लिप गेज के रूप में जुड़ जाता है ऑप्टिकल फ्लैट के निचले हिस्से को एल्यूमीनियम की एक परत के साथ लेपित किया जाता है जो इंसिडेंट प्रकाश के बराबर हिस्से को प्रसारित और रिफ्लेक्ट करता है ऑप्टिकल फ्लैट देखें आपके पास ऑप्टिकल फ्लैट एक तरफ को देखिए आपके ऑप्टिकल फ्लैट दो पक्षों को भी देख सकते हैं इसका मतलब है एक पक्ष को रिफ्लेक्टिंग और दोनों पक्षों को पारदर्शी कहना इस तरह विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फ्लैट हैं प्रकाश 3 सतहों से रिफ्लेक्ट होता है ऑप्टिकल फ्लैट की सतह स्लिप गेज की ऊपरी सतह बेस प्लेट की सतह क्योंकि ऑप्टिकल फ्लैट एक कोण पर है इसलिए आपके पास यहां से एक हो सकता है और एक यहां से हो सकता है प्रकाश किरणें सभी 3 सतहों से रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर से ऑप्टिकल व्यवस्था से गुजरती हैं लेकिन फिर भी ऑप्टिकल फ्लैट के झुकाव के कारण अक्ष थोड़ा भटक गया है इस हल्का से भटके हुआ प्रकाश को दूसरे प्रिज्म द्वारा पकड़ लिया जाता है ताकि इस व्यवस्था में फ्रिंज लिया जा सके तो इस मोनोक्रोमैटिक प्रकाश के बजाय हम एक लेजर का उपयोग भी कर सकते हैं एक लेज़र इंटरफेरोमीटर का आज आसानी से उपयोग किया जाता है क्योंकि यदि आप एक 3 आयामी वस्तु में जो कुछ भी आप पता लगाना चाहते थे वे नैनोमीटर श्रेणी के होते हैं अगर टोलरेंस नैनोमीटर में है इसका मतलब है कि वेरिएशन को नैनोमीटर में कहना है तो विचलन को मापने और रिपोर्ट करने के लिए लेजर इंटरफेरोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो मोनोक्रोमैटिक आकार होने के बजाय हम एक ही तकनीक इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करते हैं जिसमें हम एक लेजर का उपयोग कर सकते हैं लेज़र लाइट पहले एक सेमी रिफ्लेक्टर P पर पड़ती है और आंशिक रूप से 90 डिग्री पर रिफ्लेक्टि होती है और दूसरे रिफ्लेक्टर S पर पड़ती है तो आइए हम पहले लेज़र प्रकाश के चित्र को देखें तो यह एक निश्चित इकाई है लेजर प्रकाश एक सेमी रिफ्लेक्टिव पर पड़ती है हम इसे किरण विभाजक कह सकते हैं तो यहां एक विभाजन हो रहा है तो फिर यह यहाँ रिफ्लेक्टि होती है तो आपके पास एक सेमी रिफ्लेक्टर होता है जिसके बाद यह एक फोटोडायोड पर जाती है और इस फोटोडायोड पर जो भी गिरता है उसका मान बहुत कम है तो अब यह बढ़ जाता है और फिर आप फ्रिंज की संख्या गिनते हैं तो बढ़ा हुआ उत्पादन यहाँ से लिया जा सकता है तो अब आप क्या करते हैं प्रकाश आधा यहाँ विभाजित हो जाता है आधा प्रकाश किरण विभाजक के माध्यम से स्थानांतरित हो जाता है तो यहां एक प्रिज्म है जहां यह आंतरिक रूप से रिफ्लेक्ट कर सकता है और बिल्कुल 90 डिग्री बना सकता है तो यह यहाँ पर गिरता है यह यहाँ टकराता और फिर से वापस आता है तो यहाँ एक किरण विभाजित कर रहा है जो P S से होकर जाता है और फिर इसे फोटोडायोड द्वारा मापा जाता है और बाकी आप देख सकते हैं जो यहाँ से विभाजित हो जाता है इस रास्ते से जाता है फिर यहाँ आता है और फिर इस पथ पर जाता है और आप इसे यहाँ गिना सकते है तो अब यदि आप इन 2 के बीच अंतर लेने की कोशिश करते हैं तो आप उचित आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो मूल रूप से आपको क्या मिलता है एक 2 D लाइन प्लॉट फिर आप कई 2 D लाइन प्लॉट और 3D सरफेस को जोड़ते हैं इसके साथ आप लेजर इंटरफेरोमीटर तकनीकों का उपयोग करके सतह पर मापने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे बहुत दूर की दूरी को मापा जा सकता है उदाहरण के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी मेज है आज हम 10 मीटर के टेबल बेड के आकार के बारे में बात करते हैं इसलिए हम फ्लैट के साथ भिन्नता का पता लगाने के लिए लेजर इंटरफेरोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करते हैं प्रकाश का एक हिस्सा P से होकर गुजरता है और क्यूब के कोने से टकराता है इसे कॉर्नर क्यूब कहा जाता है प्रकाश 180 डिग्री से बदल जाता है तो मूविंग यूनिट को कॉर्नर क्यूब के रूप में कहा जाता है और सेमी रिफ्लेक्टर S पर दोबारा से मिलता है यदि 2 रास्तों के बीच का अंतर PQRS माइनस PS है PQRS माइनस PS आधी वेवलेंथ की एक विषम संख्या है फिर S पर इंटरफेरेंस होगा और डायोड आउटपुट न्यूनतम होगा दूसरी ओर यदि पथ अंतर वेवलेंथ का आधा है तो फोटोडिओडे एक अधिकतम आउटपुट दर्ज करेगा तो उज्ज्वल अंधेरे सही फ्रिंज पैटर्न हम न्यूनतम प्राप्त करते हैं और हम अधिकतम प्राप्त करते हैं हर बार चलती स्लाइड को एक चौथाई वेवलेंथ द्वारा विस्थापित किया जाता है पथ अंतर PQRS माइनस PS आधा वेवलेंथ हो जाता है और फोटोडायोड का आउटपुट भी अधिकतम से न्यूनतम और इसके विपरीत बदल जाता है तो जब आप चलना शुरू करते हैं तो फ्रिंज पैटर्न भी इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि आप दूरी का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं गेज की लंबाई के बीच पहले हिस्से में गेज और ऑप्टिकल फ्लैट के बीच की दूरी δ1 से बढ़ गई है और δ2 द्वारा दूरी से दूसरी स्थिति यह स्पष्ट है कि गेज और ऑप्टिकल फ्लैट के बीच की दूरी λ 2 द्वारा सटे हुए किनारे के बीच बदलती है इसलिए कोणीय संबंध में परिवर्तन अब हम एक प्रश्न लेते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके स्लिप गेज का निरीक्षण किया जा रहा है पहला इंटरफेरोमीटर जो हमने देखा यह दर्ज किया गया है कि गेज की ऊंचाई 10 फ्रिंज दिखाती है और एक स्थिति में चौड़ाई और दूसरी स्थिति में 18 फ्रिंज होते हैं यदि मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ 05 माइक्रोन है जो सपाटता में एरर को ज्ञात करता है आप इसे कैसे हल करते हैं तो डेल 1 लैंबडा बटे 2 के 10 गुना बराबर है इसलिए परिवर्तन पर अगला डेल 2 होने वाला है 18 लैंबडा बटे 2 के बराबर है यदि आप यह लिखना चाहते हैं कि समस्या में क्या दिया गया है तो मैं इसे गेज और ऑप्टिकल फ्लैट के बीच की दूरी को निकटवर्ती किनारे से नीचे लिखूंगा हम इसे डेल 2 के रूप में बना सकते हैं डेल 1 को 10 से लैम्बडा बटे 2 के बराबर डेल 2 18 लैम्बडा बटे 2 के बराबर तो अब डेल 1 माइनस डेल 2 8 गुना लैंबडा बटे 2 के बराबर होगा तो कोणीय संबंध में बदलाव डेल 1 माइनस डेल 2 8 गुना लैम्ब्डा बटे 2 और एरर है तो अब हमें लैम्ब्डा के साथ गुणा करना होगा समानांतरवाद में एरर इसका आधा है तो इसलिए यह बराबर होगा 8 गुना लैम्ब्डा बटे 2 के तो यह अब 4 गुना लैम्ब्डा बटे दो के बराबर हो जाता है तो फिर लैम्ब्डा क्या है लैम्ब्डा 4 गुना 0005 भाग 2 है यह कुछ खास नहीं अपितु 0001 मिलीमीटर एरर है तो अब हम स्केल ग्रेटिंग्स और रेटिकल्स में आते हैं स्केल का उपयोग कहां किया जाता है मशीनों में माप के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक CNC मशीन है और आपके पास स्लाइड के रूप में कुछ है तो CNC मशीनों में हमारे पास स्लाइड्स हैं और ये स्लाइड्स x दिशा y दिशा और z दिशा में चलती हैं प्रत्येक बार डिस्प्लेसमेंट को मापना पड़ता है इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट को मापना है तो हम क्या करते हैं हम इन स्केल को बनाने की कोशिश करते हैं तो यह स्केल क्या होता है हम प्रकाश के स्रोत का उपयोग करेंगे और फिर हमने मान लिया है कि हमारे यहाँ एक स्केल है और फिर हमारे पास यहाँ एक फोटोडायोड होगा तो यह प्रकाश है यह स्केल है मैं एक रेखीय स्केल के बारे में बात कर रहा हूं तो स्क्रीन के लंबवत अगर स्लाइड चलती रहती है इसलिए लाइन उस स्केल पर आती है जहाँ ग्रेजुएशन होता है और ग्रेजुएशन के आधार पर फोटोडायोड द्वारा की जाने वाली गणना होगी और हम यह मापने का प्रयास करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है यदि आप एक रोटरी के साथ रैखिक को बदलना चाहते थे यह भी संभव है आपके पास एक प्रकाश है आपके पास एक रोटरी डिस्क है और फिर आपके पास एक फोटोडायोड है यह प्रकाश एक डिस्क पर गिरता है यह डिस्क फोटोडायोड पर है और यह करना शुरू कर देता है इन्हें स्केल कहा जाता है स्केल का उपयोग अक्सर ऑप्टिकल उपकरणों में किया जाता है तो यहाँ अच्छी चीज क्या है कि यह गैर संपर्क माप है तो कोई घिसाई और टूट नहीं है और स्केल आप को बेहतरीन सटीकता के साथ माप देने की कोशिश करता हैं इसमें आम तौर पर एक रीड आउट व्यवस्था शामिल होती है जिसमें स्केल पॉइंट को तब तक यांत्रिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है जब तक कि यह स्केल लाइन को फ्रेम नहीं कर देता है और फिर उस पल की मात्रा को पढ़ लेता है स्केल के लिए सामग्री का पसंदीदा विकल्प स्टेनलेस स्टील है इस पर की गई पॉलिश अच्छी स्थिर और लंबे समय तक रहती है हालांकि इसका थर्मल कॉफीसेंट ऑफ एक्सपेंशन अन्य सामग्री की सीमाओं की तुलना में अधिक होता है ग्लास एक अन्य लोकप्रिय सामग्री है जिसका उपयोग स्केल बनाने के लिए किया जाता है स्केल ग्रेजुएशन तस्वीर प्रतिरोध सामग्री नक़्क़ाशी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है स्केल मानव आंखों द्वारा पढ़ने के लिए हैं ग्रेजुएशन को यदि आप बहुत पतला करते हैं तो आप प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं और फोटोडायोड द्वारा निर्देशित कर सकते हैं हालांकि मानव आंख हमेशा एक ऐपिस या एक प्रक्षेपण प्रणाली द्वारा सहायता से ही देख पाती है जो न केवल मानव ऑपरेटर की थकान को कम करता है बल्कि काफी हद तक पढ़ने की सटीकता में भी सुधार करता है अब ये चीजें स्वचालित हो रही हैं फोटोइलेक्ट्रिक स्केल में देखने की व्यवस्था के अधिक उन्नत ऑप्टिकल उपकरणों को प्राथमिकता दी जाती है यह एक फोटोडायोड के अलावा कुछ भी नहीं है निशान जो आप स्केल पर करते हैं उसे ग्रीटिंग कहा जाता है ग्रीटिंग जितना संभव हो उतना पतला होना चाहिए उदाहरण के लिए आप प्रति मिलीमीटर 100 रेखाएँ खींचने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए जब आप किसी स्केल पर 100 रेखाओं का निशान बनाते हैं तो यह एक ग्रीटिंग के रूप में कहा जाता है लाइनों या ग्रूव्स के एक निरंतर दोहराए जाने वाले पैटर्न के साथ स्केल को बारीकी से देखा जाता है जिसे रेटिकल्स कहा जाता है शायद 1000 प्रति मिलीमीटर के क्रम में लाइनों के मध्य का अंतर हो वे फोटोइलेक्ट्रिक रीडआउट्स द्वारा महसूस किया जा सकता है ग्रीटिंग 2 प्रकार की होती है एक को रोंची रूल और फेज ग्रीटिंग के रूप में कहा जाता है रोंची रूल में स्ट्रिप्स होते हैं जो वैकल्पिक रूप से अपारदर्शी होते हैं और प्रति मिलीमीटर 300 से 1000 लाइनों के अंतर के साथ संचरण करते हैं फेज ग्रीटिंग में स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिफ्रेक्शन पैटर्न के समान त्रिकोणीय आकार के सन्निहित खांचे होते हैं ये रेटिकल्स में इस्तेमाल होने वाली फेज ग्रैटिंग हैं रिटिकल कुछ नहींअपितु समानांतर स्केल लाइनों की तुलना में थोड़ी चौड़ी हैं जिससे सटीक सेटिंग बनाई जा सकती है इस मामले में आंखें रेखा के किनारों के किसी भी मामूली अनियमितताओं को औसत करती हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से प्रत्येक को देखा जाता है तो उन्हें बिफिलर रेटिकल्स के रूप में भी जाना जाता है तो मूल रूप से इन रिटिकल्स का उपयोग CNC मशीनों में माप के लिए रैखिक स्केल के रूप में किया जाता है और स्केल 2 प्रकार के हो सकते हैं यह रैखिक हो सकते हैं यह गोलाकार हो सकते हैं तो मूल रूप से लोग इसे रैखिक एनकोडर और गोलाकार एन्कोडर्स के रूप में कहते हैं तो ये कुछ नहीं हैं लेकिन स्केलिंग और रेटिकल्स हैं जो माप के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यह एक सरल विभिन्न प्रकार के रेटिकल्स हैं तो आप a b को मापने के लिए रेटिकल का उपयोग कर सकते हैं तो आप c और d को देख सकते हैं तो ये क्रॉस पैटर्न हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं ये रैखिक पैटर्न हैं जो ग्रीटिंग्स को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं ऑप्टिकल माप का अंतिम भाग नैनोमेट्रोलॉजी है जैसा कि मैंने बताया नैनोमेट्रोलॉजी नैनोस्केल स्तरों पर मापन का विज्ञान है इसलिए यहां हम जो माप कर रहे हैं उनमें विशेषताओं को मापने की कोशिश कर रहे हैं जो की बनाई गई है नैनोस्केल नैनोमीटर स्केल की विशेषताओं और सतहों पर बनाई गई विशेषताएं नैनोमीटर स्केल या स्तर पर बनाए गए होते हैं ये वे माप हैं जिन्हें हम नैनो माप के रूप में कहते हैं तो नैनो मैटेरियल्स और उच्च सटीकता और पुनरावृत्ति के साथ उपकरणों के उत्पादन में नैनोमेट्रोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो दिलचस्प हिस्सा मुझे आपको बताना चाहिए इसलिए जब आप नैनो सुविधाओं को मापना चाहते हैं तो आप मौजूदा पारंपरिक स्क्रू गेज या गियर का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ एक पीजो क्रिस्टल द्वारा दिया जाएगा तो पूरी तरह से अलग गतिशीलता इसमें लंबाई या आकार के साथ साथ बल बड़े पैमाने पर विद्युत और अन्य गुणों को मापना शामिल है जिन्हें हम मापते हैं वहां से कुछ अन्य गुणों को हम इसे रैखिक स्केल में बदलने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास वैन डेर वाल्स Vander waal's बल होना चाहिए और हमें दूरी के बारे में बात करने की कोशिश करनी चाहिए नैनोमीटर मुख्य मुद्दों को संबोधित करता है जैसे नैनोमीटर रेंज में आकारों का सटीक माप और आकार को एक फंक्शन के रूप में गुणों को चिह्नित करने के लिए मौजूदा या विकासशील नए तरीकों को अपनाना यह बहुत नया क्षेत्र है और नैनोमेट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत शोध चल रहा है फिर भी ऐसे उपकरण नहीं हैं जो माप के लिए नैनोस्केल पर उपलब्ध हो आज के वर्तमान समय में हमारे पास उपलब्ध कुछ वस्तुओं को समझने के लिए और उनके स्तर क्या हैं हम C60 कार्बन नैनोट्यूब के बारे में बात करने जा रहे हैं फिर हमारे पास सिल्वर नैनोपार्टिकल्स हैं माइक्रोन बैक्टीरिया आपके पास 10 माइक्रोन में लाल रक्त कोशिकाएं हैं और आपके पास मानव बाल हैं जो करीब 100 माइक्रोन से 1 मिलीमीटर के बीच है यह सब आपके पास नैनोमीटर्स में है तो मूल रूप से यह 100 माइक्रोन बालों के लिए होगा और यह आगे भी जारी रहता है यह केवल आपकी समझ के लिए है वे कौन सी अलग अलग चीजें हैं जो हम जानते हैं कि हम नियमित रूप से उपयोग करते हैं और उनके आयाम क्या हैं इसलिए नैनोस्केल में कणों की सीमा के योगदान के कारण नैनोडिमेंशन का महत्व सामग्री के बेहतर मैकेनिकल गुण और लचीलापन दिखता है तो यह आपको समझना चाहिए कि पिघलने का तापमान अलग होगा और स्ट्रेंथ अलग होगी इसलिए जब हम इन नैनोमीटर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो आपके पास उपलब्ध सामान्य सामग्रियों की तुलना में पूरी तरह से अलग होता है इसलिए जब हम इसे मापने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इतनी मात्रा में सटीक चीजें होनी चाहिए थर्मोडायनामिक गुण भी परिवर्तन से गुजरते हैं मेल्टिंग प्वाइंट नीचे जाते हैं थर्मोडायनामिक फेस संतुलन को स्थानांतरित कर दिया जाता है इससे नए गैर संतुलन नैनोमैटिरियल्स का उत्पादन होता है नैनोस्केल में सामग्रियों की पारस्परिक क्रिया के बाद से ट्रिबोलोजिकल गुण प्रभावित होते हैं इन परिवर्तनों से सूक्ष्म विद्युत यांत्रिक प्रणालियों के अनुप्रयोग में कम घर्षण और वियर में सुविधा होती है जिसे अन्यथा MEMS कहा जाता है तो यह नैनोमटेरियल्स नैनोडीमेंट्स का महत्व है यदि कणों का आकार इलेक्ट्रॉन से छोटा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के साथ साथ तापमान कॉफीसेंट भी कम हो जाता है ऑप्टिकल गुण भी बड़े बदलाव से गुजरती है नैनोस्केल सेमीकंडक्टर कणों में बैंड गैप परिवर्तन से ल्यूमिनसेंस की नीली शिफ्ट होती है फिर आकार से ल्यूमिनेंस का संतुलन और ऑक्साइड नैनोकणों में छूट से ऑप्टिकल गुणों में बदलाव उत्पन्न होता है जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दिलचस्प निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए जब मैं किसी मौजूदा सामग्री के शीर्ष पर नैनोमीटर कोटिंग करता हूं तो हम एक अलग ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक गुण देखते हैं चुंबकीय गुण पतली परत की सतह के प्रभाव के कारण एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरते हैं यह अधिक कुशल डेटा भंडारण उपकरणों और अधिक संवेदनशील चुंबकीय टेपों को बढ़ावा देता है नैनोस्ट्रक्चर का वर्गीकरण नैनोस्ट्रक्चर को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है रॉयल सोसायटी के अनुसार और यूनाइटेड किंगडम में रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियर नैनोस्केल एक आयाम में दो आयामों में नैनोस्केल तीन आयामों में नैनोस्केल है नैनोस्केल तीन आयाम भाग का उदाहरण क्वांटम डॉट्स है बायोपॉलिमर दो आयाम हैं पतली फिल्म परत एक आयाम है कुछ सूक्ष्मदर्शी देखें जो नैनोमेट्रोलॉजी में उपयोग किए जाते हैं जिनमें से एक का आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला परमाणु बल माइक्रोस्कोपी है जोकि सबसे आम माप तकनीकों में से एक है जिनका उपयोग नैनोमीटर सुविधाओं को मापने के लिए किया जाता है तो इसका उपयोग टोपोलॉजिकल ग्रेन साइज़ घर्षण विशेषताओं और विभिन्न बलों को मापने के लिए किया जा सकता है इसमें एक सिलिकॉन कैंटिलीवर होता है जिसमें कुछ ननोमीटर के वक्रता वाले त्रिज्या के साथ एक तेज टिप होता है इस टिप को मापे जाने वाले नमूने पर एक जांच के रूप में प्रयोग किया जाता है टिप और नमूने की सतह के बीच परमाणु स्तर पर काम करने वाले बल टिप को डिफलेक्ट करने का कारण बनते हैं और इस डिफ्लेक्शन का पता एक लेज़र स्पॉट का उपयोग करके लगाया जाता है जो एक फोटोडायोड के ऐरे पर प्राप्त होती है तो परमाणु बल माइक्रोस्कोप जिसमें हम जांच करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस रिफ्लेक्टिंग सतह पर आपके पास एक लेजर है जो इससे टकराता है और फिर यहां आपके पास एक फोटोडायोड है जो 4 भागों में विभाजित है उदाहरण के लिए है A B C D स्पॉट यहां पर टकराता है और आपके पास मापने के लिए सतह है यह एक काम का टुकड़ा है तो एक लेजर टकराने करने की कोशिश करता है और यह किसी भी दिशा में आगे बढ़ता है या तो आप जांच को आगे बढ़ाते हैं या आप कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या होता है यह टिप वर्कपीस के साथ संपर्क में आ सकती है या थोड़ी दूर हो सकता है जो वैन डेर वाल्स बांड के सिद्धांत का अनुसरण करता है और कभी कभी आप टैपिंग भी कर सकते हैं इसका मतलब है लगातार कंपन करना तो लेजर इससे टकराती है और हम एक एम्पलीफायर से जुड़े फोटोडायोड से इसे हल करने की कोशिश करते हैं और एम्पलीफायर एक रीडर से जुड़ा होता है और फिर हम ऊंचाई में बदलाव को पढ़ते हैं इसके साथ यह आपकी सतह मापने वाले उपकरण की तरह है लेकिन यहां हम इसे नैनो मीटर स्केल पर मापते हैं तो यह परमाणु बल माइक्रोस्कोप है हालांकि इस विषय को देखें तो यह बहुत ही दिलचस्प है लेकिन आप देखते हैं कि हमने जो भी खुरदरापन मापा था उसका उपयोग भी यहाँ किया जाता है लेकिन आप इसमें बदलाव देखते हैं और हर एक पेइज़ो क्रिस्टल स्टेज के साथ चलती है या जांच पेइज़ो क्रिस्टल से जुड़ी होती है यह कुछ भी हो सकता है और यहाँ हम डैमपर का उपयोग करते हैं ताकि कोई कंपन महसूस न हो दूसरा हमारे पास स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है यह आमतौर पर एक नॉन कंडक्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है यदि आपके पास एक कंडक्टिंग वर्कपीस है तो हम उसी का उपयोग करते हैं हमारे पास एक टिप है और फिर हमारे पास एक वर्कपीस है तो इन 2 के बीच हम संलग्न करने की कोशिश करते हैं हम इसे एक बिजली की आपूर्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं और यहां यह दूरी इतनी करीब है कि आपके पास एक टनलिंग करंट होगा जो यहां से यहां तक जाता है और उसे आप के द्वारा मापा जाता है इसे वाल्टमीटर में मापा जाता है और फिर हम यह मापने की कोशिश करते हैं कि दूरी क्या है और बीच में दूरी जानने की कोशिश करते हैं और सतह की 3 आयामी छवि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यहां हम एक नैनोमीटर स्केल के बारे में बात करते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग टोपोलॉजी को मापने के लिए भी किया जाता हैI यह क्वांटम टनलिंग की अवधारणा पर काम करता हैI जब एक कंडक्टिंग टिप को सतह के पास बहुत पास लाया जाता है तो जांच के लिए एक पूर्वाग्रह 2 के बीच लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉनों को उनके बीच टनल के माध्यम से वैक्यूम से गुजारा जाता है माप को करंट की निगरानी के द्वारा किया जाता है क्योंकि टिप की स्थिति सतह के पार स्कैन होती है जो छवि को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो यहां हमें जो मिलता है वह है एक स्कैन की गई तीन आयामी इमेज तो यहाँ अगर आप देखते हैं ये 2 पूरी तरह से अलग प्रतिमान हैं परमाणु बल माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप तो यहाँ हम नैनोमीटर में मापों के बारे में बात करते हैं जो आम तौर पर मौजूदा सतह मापने वाले उपकरणों के साथ संभव नहीं है तो इस के साथ हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं मैंने आपको नैनोमटेरियल्स की एक बहुत ही संक्षिप्त झलक दी है और 2 माइक्रोस्कोप जो बहुत उपयोग होते हैंI यह टोपोलॉजी की जानकारियों को संक्षिप्त में मापने के कार्य में आते हैंI इस विशेष अध्याय में हमने जो कुछ देखा उसे फिर से एक बार देख लेते हैं हमने एक परिचय कोण माप उपकरण देखा फिर ऑप्टिकल माप तकनीक टूल मेकर माइक्रोस्कोप के लिए दिशानिर्देश जो कार्यशालाओं और टूल रूम में उपयोग किए जाते हैं प्रोफाइल प्रोजेक्टर फिर हमने ऑप्टिकल स्क्वॉयर को देखा जिसमें अगर कोई विचलन हो तो डेटम इसकी देखभाल कर सकता है तो हमने इंटरफेरोमीटर के लिए इंटरफेरोमेट्री दिशा निर्देशों को देखा फिर उस उपकरण का उपयोग कहां किया जाता है इंटरफेरोमीटर के प्रकार एक NPL हैं और फिर हमने लेजर देखा और हमने अलग अलग स्केल के ग्रीटिंग और रेटिकल्स को देखा और अंत में हमने नैनोमेट्रोलॉजी के बारे में भी बहुत संक्षिप्त जानकारी दी इसके साथ ही हम इस अध्याय के अंत में आते हैं